तो इस स्थिति 1 के हल पर चर्चा करने के बजाए मैं स्थिति 2 पर चर्चा करूँगी तथा तब दोनों स्थितियों में हल पर वापस आएंगे तो स्थिति 2 में जब तथा इस स्थिति मे मैं ट्रांसफोर्म हल लिखुगी ट्रांसफोर्म हल है जहां द्वितीय पद के समतुल्य होगा तो यह व्यंजक होगी यदि हम पीछे जाते है तथा अपनी स्थिति 1 को देखते है जिसका अर्थ हुआ की हमे लाप्लास ट्रांसफोर्म का एक ओर परिणाम याद करना होगा तो याद करे कि तो यदि हमे इस व्यंजक का प्रतिलोम ट्रांसफोर्म ज्ञात करना है तो यह ओर कुछ नहीं y0 का प्रतिलोम ट्रांसफोर्म हैं तो चलिए अब दोनों स्थितियो का हल ज्ञात करने के लिए दोनों स्थितियों के हलों को जोड़ देते हैं तो स्थिति 1 तथा स्थिति 2 को जोड़ने तथा चरो के सापेक्ष प्रतिलोम लाप्लास ट्रांसफोर्म करने पर

तो मैं इस हर को मेरे आवेग प्रतिक्रिया फलन से संबद्ध कर सकती हूँ तो यह ODE में मेरे आवेग प्रतिक्रिया फलन से संबंधित है या हर में परिवर्तित समतल तो मुझे बस यह प्रतिलोम ज्ञात करना है तथा मुझे इस प्रश्न का हल प्राप्त हो जाएगा तो मैं इसे छात्रो के अभ्यास के लिए छोड़ देती हूँ तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम एक ओर उदाहरण देखते हैं तो यह करने से पूर्व चलिए मैं भिन्न सरल आवर्ती दोलक की कुछ विशेष स्थितियो के बारे में चर्चा करूँगी तो विशेषतः यदि मेरा है तब अल्फा के आंशिक होने कि जगह अल्फा 1 क्रम का अवकल हैं तो तब मैं पुनः मेरे सामान्य अवमंदित आवर्त दोलक पर वापस आ जाती हूँ तो यदि b2k मानते है तब तो हम जल्दी से इन दोनों फलनों के प्रतिलोम ट्रांसफोर्म को ज्ञात कर सकते है तो चलिए मैं आपको एक विशेष स्थिति दिखाती हूँ तो यदि मुझे प्रतिलोम ट्रांसफोर्म का प्रयोग करना है मुझे निम्न प्राप्त होता है मुझे मेरा हल y प्राप्त होता हैं हमारे पास तीन स्थितियां है तथा चलिए एक स्थिति कि चर्चा करते है के लिए इसी तरह मैं अन्य 2 स्थितियो तथा को ज्ञात कर सकती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पर प्रतिध्वनि स्थिति है तथा हमे कॉस हायपर्बोलिक तथा साइन हायपर्बोलिक के पदो मे हल प्राप्त होता हैं तो मैं व्यंजक प्राप्त करने के लिए यह दो स्थितियाँ छात्रो पर छोड़ती हूँ तो यह पर सामान्य अवमंदित आवर्त दोलक की स्थिति होगी तो चलिए एक ओर उदाहरण पर आते हैं तो इससे पहले मैं एक ओर अवधारणा प्रस्तुत करना चाहती हूँ भिन्न PDE के लिए ग्रीन फलन की तो समीकरणों को हल करने से पूर्व आंशिक अवकल समीकरणों को ग्रीन फलन की सहायता से हमारे विशलेषण के लिए सरल करेगे तथा इन समीकरणों को हल करेगे तो चलिए देखते है कि ग्रीन फलन क्या हैं तो PDE पर जाने से पहले चलिये देखते हैं कि ODE कि स्थिति में क्या होता हैं तो निम्न भिन्न क्रम की अचर गुणांकों वाली ODE पर ध्यान दीजिए तथा मुझे निम्न प्रारम्भिक प्रतिबंध दिए गए है तो यदि मुझे इन ODE पर लाप्लास ट्रांसफोर्म का प्रयोग करना था मुझे प्राप्त होगा तथा तब प्रतिलोम लाप्लास ट्रांसफोर्म का प्रयोग करने पर हमे मिलता है जहां चलिए मैं इस व्यंजक को अब पुनः लिखती हूँ ध्यान दीजिए कि मैं इस दी गई ODE के लिए इसे ग्रीन फलन कहती हूँ तो इसका अर्थ हुआ कि जब भी हम अवकल संकारक का व्युत्क्रम करते है या एक भिन्न समाकल संकारक को ज्ञात करते है तो उसके अनुसार जब हमारे पास उसका प्रतिलोम लेने पर यदि हमारे पास परिवर्तित समतल में एक व्यंजक लाप्लास के पदो में है हमे उसके अनुसार फलन प्राप्त होता है जिसे ग्रीन फलन कहा जाता हैं तो चलिए ओर उदाहरणों को देखते है तो अब मेरे पास एक ओर भिन्न क्रम की ODE हैं जैसा की दिया हुआ है अब तो यदि मुझे इस प्रश्न को हल करना है हम t के सापेक्ष लाप्लास ट्रांसफोर्म का प्रयोग करेगे तथा तब मेरे हल को प्राप्त करने के लिए मैं प्रतिलोम ट्रांसफोर्म का प्रयोग करुगी अर्थात् हल तो मैं बस कुछ चरणों के बाद मुझे दाहिने हाथ के पद का प्रतिलोम ट्रांसफोर्म मिल जाएगा तो मैं पाती हूँ कि मेरा ग्रीन फलन G निम्न व्यंजक का प्रतिलोम लाप्लास ट्रांसफोर्म होगा मीताग लेफ्लर विस्तार के प्रयोग से तो यह अल्फा तथा बीटा के समान मान के लिए यह मेरा मीताग लेफ्लर विस्तार हैं तो यह इस विशेष ODE के लिए ग्रीन फलन हैं ध्यान दे कि ग्रीन फलन ODE के समतुल्य संकारक से प्राप्त होता हैं तो हम देखते है कि इस विशेष समीकरण में संकारक था तथा अंततः ग्रीन फलन इस ODE के समतुल्य संकारक के लाप्लास प्रतिलोम ट्रांसफोर्म के समान होगा तो हम हमेशा इस ग्रीन फलन का सामानीयकरण कर सकते हैं तो n पदो के लिए यह ग्रीन फलन का सामान्य विवरण हैं यदि मेरे पास n पदो वाली भिन्न क्रम की ODE है जो निम्न प्रकार हैं तो यदि हमे इस nवें क्रम की ODE के लिए ग्रीन फलन ज्ञात करना था मुझे केवल यह करना होगा कि मुझे इस संकारक को देखना होगा जो हल पर संकारित हो रहा है तथा इस संकारक के लाप्लास ट्रांसफोर्म के प्रतिलोम ट्रांसफोर्म को ज्ञात करना होगा तो इससे मेरा अर्थ इस विशेष स्थिति में यह है कि चलिए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते है तथा हम ग्रीन फलन की विधि का प्रयोग करेगे तथा विशेष भिन्न PDE's को हल करने का प्रयास करेगे तो चलिए कुछ विशेष भिन्न PDE's की स्थितियों को देखते हैं तो मैं मेरी चर्चा भिन्न विसरण समीकरण के साथ शुरू करूंगी तो भिन्न विसरण समीकरण जिसमे भिन्न अवकल संकारक हैं

तो तब मुझे आवश्यक रूप से सीमा प्रतिबंध देने चाहिए सीमा प्रतिबंध निम्न प्रकार हैं as तथा तब मेरे पास प्रारम्भिक प्रतिबंध निम्न प्रतिबंधों के समुच्चयों द्वारा दिया जाता हैं जहां तथा तब कप्पा विसरणता या विसरण अचर हैं तो अब हम देखते है कि x ऋणात्मक अनंत से अनंत तक बदलता है तो फुरियार ट्रांसफोर्म के लिए मेरा चुनाव f होगा जबकि t अऋणात्मक है अतः t लाप्लास ट्रांसफोर्म के लिए मेरा चुनाव हैं तो चलिए मैं पहले फुरियार ट्रान्स्फ़ोर्म का प्रयोग करती हूँ अर्थात् x के सापेक्ष फुरियार ट्रांसफोर्म करूंगी तो यदि मुझे वह करना हो तो हम देखते है की इस समीकरण विसरण समीकरण के दाहिने हाथ का पद समय के सापेक्ष अवकल है तथा मैं देखती हूँ की जब में इस समीकरण पर वापस आती हूँ तो मैं देखती हूँ की बाँये हाथ की ओर का पद तो तब चलिए में प्रारम्भिक प्रतिबंधों को देखती हूँ तथा प्रारम्भिक प्रतिबंध का फुरियर ट्रांसफोर्म होगा मैं देखती हूँ कि यदि मुझे हल करना है चलिए मैं मूल समीकरण को I कहती हूँ तथा इसे II कहती हूँ तो यदि मुझे II द्वारा दी गई ODE को हल करना है तो यह ODE है जो 2 द्वारा दी जाती है आंशिक परिवर्तित समतल में है तथा आंशिक भौतिक समतल में तो मैं आगे बड़ती हूँ तथा मेरे II द्वारा दी जाने वाली समीकरणों के समुच्चय पर चर t के सापेक्ष लाप्लास ट्रांसफोर्म का प्रयोग करते हैं तो जब मैं ऐसा करती हूँ तो मैं इसके लिए भिन्न अवकल संकारक के लाप्लास ट्रांसफोर्म का प्रयोग करूंगी जहां Refer Slide Time 2258 तो मैं निम्न को याद करती हूँ तो मैं संयुक्त ट्रांसफोर्म का प्रयोग करूंगी जिसका अर्थ हुआ कि मेरा हल फुरियर लाप्लास ट्रांसफोर्म स्पेस में हैं तो परिवर्तनीय चरो k s के सापेक्ष मेरा संयुक्त फुरियर लाप्लास ट्रांसफोर्म होगा चलिए मैं इस व्यंजक को व्यंजक III कहूँगी तो फुरियर तथा लाप्लास ट्रांसफोर्म के प्रयोग के बाद यह प्राप्त होगा तथा फुरियर समतल में परिवर्तित किये गई प्रारम्भिक प्रतिबंधों के प्रयोग से तो तब यदि मुझे III पर प्रतिलोम लाप्लास ट्रांसफोर्म का प्रयोग करना है मुझे स्पेस के सापेक्ष परिवर्तित समतल में हल प्राप्त होगा परंतु समय के सापेक्ष भौतिक समतल निम्न होगा तो यह पुनः मीताग लेफ्लर विस्तार हैं तो तब यदि मुझे मेरा प्रतिलोम फुरियर ट्रांसफोर्म का प्रयोग करना हैं मैं निम्न को देखती हूँ जहां ध्यान दीजिए कि इस समस्या में कुछ सममिति है यहाँ यदि मैं परिवर्तित करू तो सममिति k के सापेक्ष है सममितियां स्पेस के सापेक्ष हैं यदि मैं k को ऋणात्मक k से बदल देती हूँ तो हल में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसका अर्थ है कि एक सामान्य फुरियर समाकल के स्थान पर मैं कोसाइन समाकल का प्रयोग करुगी इस समस्या कि सममिति के कारण तो मेरा ग्रीन फलन इस फलन जो कि यह समाकल है का प्रतिलोम हैं अब एक ओर चरण संभव है तथा इस ग्रीन फलन को ज्ञात करने के लिए तथा जब मैं इसे ज्ञात कर लेती हूँ मैं इसे पुनः वापस व्यंजक IV में रखती हूँ मेरे हल पर वापस आने के लिए तो यदि मुझे ज्ञात करना हो चलिए यह व्यंजक V ज्ञात करते है तो यदि मुझे मेरी व्यंजक V मेरे ग्रीन फलन को ज्ञात करना हैं तो V को ज्ञात करने के लिए हम देखते है कि इस समाकल को ज्ञात करने का कोई सीधा तरीका नहीं हैं परंतु ऐसा करने के लिए सर्वप्रथम V का लाप्लास ट्रांसफोर्म करके देखते हैं क्या होता हैं तो मेरे चर t के सापेक्ष लाप्लास ट्रांसफोर्म का प्रयोग करते हैं तो इस स्थिति में तो ध्यान दीजिए कि इस विशेष समाकल को खण्डशह समाकल से हल कर सकते है तो इस व्यंजक का समाकलन करने के लिए मैं खण्डशह समाकल का प्रयोग कर सकती हूँ ध्यान दे यदि मैं इस हर को मेरा दूसरा फलन चुनती हूँ तथा मेरा अंश मेरा प्रथम फलन है मैं देखती हूँ कि मेरे पास यह ग्रीन फलन हैं तो उपरोक्त यहाँ पर ग्रीन फलन है तथा यह खण्डशह समाकल से तुरंत प्राप्त होता हैं अब यह ग्रीन फलन का लाप्लास ट्रांसफोर्म हैं जिसका अर्थ हुआ कि मुझे एक ओर चरण करना होगा तो चलिए मैं इसे चरण VI कहती हूँ तो यदि मुझे अब इस चरण VI का प्रतिलोम ट्रांसफोर्म करना है तो चरण क्रमांक VI पर प्रतिलोम लाप्लास ट्रांसफोर्म का प्रयोग कर के मैं मेरे ग्रीन फलन पर पहुँचती हूँ

जहां राइट फलन है तो हम देखते है कि भिन्न विसरण समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए चरण IV के राइट फलन मे इसे रखते हैं तो चलिए मैं इस चर्चा को समाप्त करती हूँ तथा एक विशेष स्थिति के साथ आगे चलूँगी तो विशेषरूप से यदि मैं मेरे चुनती हूँ So this is my regular diffusion equation Then my Greens function is तो यह मेरा सामान्य विसरण समीकरण हैं तब मेरा ग्रीन फलन हैं तो हम देखते है कि यह विसरण समीकरण के लिए क्लासिक केरनल हैं तो रखने पर मैं सामान्य स्थिति पर वापस आ जाती हूँ तथा तब यदि मैं रखती हूँ तो मुझे क्लासिकल तरंग समीकरण प्राप्त होगी तो चलिए अब भिन्न तरंग समीकरण के हल कि चर्चा करते हैं तो चलिए अब एक अन्य स्थिति को देखते हैं